पिछले दो व्याख्यानों में हमने आपको कृष्णिका की कुछ बुनियादी परिभाषाएं दी हैं और इसे गोलाकार गुहा गुहिका द्वारा दर्शाया गया है और यदि मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ तो ताप T पर विकिरण तो मैं ताप T पर गोलाकार गुहा कहूँगा अब मैं जो परिभाषित करना चाहता हूँ वह वर्णक्रमीय घनत्व कहलाता है आप पहले ही देख चुके हैं कि एक गुहा में या एक कृष्णिका में हम कुछ परिभाषित करते हैं जिसे u कहा जाता है जहां u ऊर्जा घनत्व था और पिछले व्याख्यान में हमें जो परिणाम मिला वह यह था कि एक कृष्णिका से निकलने वाली तीव्रता uc4 है यह बाहर आने वाली तीव्रता है आमतौर पर यदि आप अपने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की तीव्रता uc को याद करतें है और इसे एक समतल तरंग के लिए दिया जाता है इस केस में बाहर आने वाली तीव्रता uc4 हो जाती है क्योंकि विकिरण समदैशिक है जो सभी दिशाओं से आ रहा है जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में व्युत्पत्ति में देखा था अब वर्णक्रमीय घनत्व क्या करता है वह विकिरण जो बाहर आ रहा है तो मैं इसे धीरे धीरे लिखता हूँ बाहर आने वाले विकिरण में सभी तरंगदैर्ध्य होती हैं इसलिए इसमें लाल रंग पीला रंग नीला रंग पराबैंगनी अवरक्त सब कुछ होगा और विकिरण हम लिख सकते हैं विकिरण घनत्व या तीव्रता पूरे स्पेक्ट्रम वर्णक्रम में वितरित हो जाती है इसका मतलब है कि अगर मेरे पास तीव्रता I है तो यह प्रत्येक λ के लिए कुछ डेल्टा I का योग होगा मुझे समझाने दें तो यदि मैं लैम्ब्डा बनाम तीव्रता वक्र को देखता हूँ वहाँ कुछ तीव्रता डेल्टा I होगी पास में कहें 1 कुछ अन्य तीव्रता I 2 के पास और इसी तरह तो हर अंतराल में कुछ तीव्रता होती है जो अलग अलग के लिए भिन्न हो सकती है ठीक है तो मुझे यह लिखने दें तो जहां I तरंगदैर्ध्य के पास तीव्रता वाला हिस्सा है जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है ठीक है और यह कैसा दिखता है अब मैं इंटरनेट से डाउनलोड की गई एक तस्वीर के माध्यम से दिखाऊंगा तो यह विकिरण की तीव्रता का प्रतिबिम्ब है ठीक है तो चलिए मैं इसे भी आपको दिखाता हूँ यह वह प्रतिबिम्ब है जिसे आप देखते हैं और मैं यह तय करूंगा कि यह किस विकिरण की तीव्रता के लिए है या जिसे हम विकिरण का वर्णक्रमीय घनत्व कहते हैं आरेखित किया गया है और इसे विभिन्न तापमानों पर प्लॉट किया गया है तो उदाहरण के लिए एक वक्र इस तरह दिखता है दूसरा वक्र ऐसा दिखता है तीसरा वक्र इस तरह दिखता है और चौथा वक्र यहीं दिखता है जैसा कि उच्च वक्र है ऊपरी वक्र 7000 K पर है मध्यम वक्र एक लाल लगभग 6000 K पर है नीला वाला 5333 K पर है और इसी तरह जैसे जैसे ताप नीचे जाता है वक्र नीचे और नीचे होता जाता है और शिखर नीचे और नीचे जाता है यहां हमारा मतलब यह है कि यदि मैं वर्णक्रमीय घनत्व लेता हूँ यदि मैं एक विशेष लेता हूँ और इस वक्र के तहत क्षेत्रफल की गणना करता हूँ इस लैम्ब्डा पर या क्षेत्रफल की गणना करें कहें किसी और लैम्ब्डा पर यहां यह मुझे इस d में निहित ऊर्जा देगा तो अब मैं आपके लिए इस वर्णक्रमीय घनत्व को परिभाषित कर सकता हूँ जैसे कि वर्णक्रमीय तीव्रता I जैसे कि I λ से Δ तक तीव्रता का योगदान है इसलिए यदि मैं इस पूरे वक्र पर समाकलन करता हूँ तो यह मुझे कुल तीव्रता देता है इसी तरह से मैं ऊर्जा के वर्णक्रमीय घनत्व को परिभाषित कर सकता हूँ जो u है जैसे कि u तरंगदैर्ध्य और λ Δλ के बीच ऊर्जा घनत्व है ध्यान दें समान रूप से मैं u को भी परिभाषित कर सकता हूँ जो आवृत्ति ν और νΔν के बीच ऊर्जा घनत्व होगा एक बहुत ही सामान्य गलती मैं इस u और u से संबंधित सामान्य गलती के बारे में बताता हूँ जो इस प्रकार है सामान्य गलती यह है चूंकि νcλ कोई सोचता है कि uuc जो वास्तव में सही नहीं है आपको यह देखना चाहिए कि सही तरीका uλu है जहां के संगत है चूंकि λc λc2 Δ और इसलिए हमारे पास uc2 Δνu है चूँकि निहित ऊर्जा समान है और अब मैं को रद्द कर सकता हूँ और मुझे u2uc मिलता है चूँकि ये सभी परिमाण हैं मैं ऋणात्मक चिन्ह की चिंता नहीं कर रहा हूँ इसलिए इस बारे में सावधान रहें यह एक बहुत ही सामान्य गलती है जो लोग करते हैं इसलिए मैंने आपके लिए एक वर्णक्रमीय घनत्व अभिकल्पित किया है और सैद्धांतिक रूप से विश्लेषण के लिए मुझे एक और चीज़ की आवश्यकता होगी और वह यह है मैं वह करूँगा और फिर यह व्याख्यान समाप्त हो जाएगा अगली राशि जिसकी हमें अपने विश्लेषण में आवश्यकता होगी वह विकिरण के कारण एक गुहा के अंदर दाब होने जा रही है और हम इस छोटे से क्षेत्र पर सभी जगह से विकिरण के गिरने के कारण दाब की गणना करेंगे और वह दाब सूत्र होगा अब दाब के लिए मुझे जो गणना करने की आवश्यकता है वह बल प्रति इकाई क्षेत्रफल है जो और कुछ भी नहीं बल्कि प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र में संवेग स्थानांतरण है इसलिए अब मुझे इस क्षेत्र में पड़ने वाले संवेग की आवश्यकता होगी अब समतल तरंगों के लिए यदि आप विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत से याद करते हैं संवेग p जो प्रति इकाई आयतन में निहित संवेग uc के समान है आइए देखते हैं तो यह और कुछ नहीं बल्कि संवेग घनत्व है जो प्रति इकाई आयतन का संवेग है आप देख सकते हैं कि यह विमीय रूप से सही है क्योंकि u की विमा 12mv2v है जो mv के समान है तो यह विमीय रूप से सही है तो यह प्रति इकाई आयतन पर है अत यह संवेग प्रति इकाई आयतन है अब क्या हो रहा है कि इस गुहा में इस क्षेत्रफल a में चारों ओर से विकिरण आ रही है और यह कुछ संवेग ला रही है और वह संवेग बल लागू करता है तो संवेग प्रति इकाई समय जो भी संवेग स्थानान्तरण है संवेग का एकमात्र घटक जो मायने रखता है वह इस पर लंबवत है जो थीटा कोण पर है इसलिए मुझे गणना करने की आवश्यकता है कि इस घटक को लेने पर कितना संवेग आ रहा है तो मान लीजिए कि यह p है यह pcosθ होना चाहिए और सभी तरफ से संवेग आ रहा है यहाँ एक संवेग है जो परावर्तन के द्वारा बाहर जा रहा है या यह हिस्सा भी विकिरित कर रहा है ताकि यहाँ संवेग संरक्षण से एक विरोध है एक विरोधी बल है तो कुल संवेग होने जा रहा है मैं इसकी गणना करूंगा और इसे 2 से गुणा करूंगा इसलिए मैं सभी तरफ से आने वाले संवेग की गणना कर सकता हूँ तो भले ही इस तरफ से कोई संवेग आ रहा हो यहाँ बाहर जाने वाला संवेग भी होगा तो मैं आने वाले कुल संवेग को 2 से गुणा करके परिकलित करूँगा और इससे मुझे बल के लिए उत्तर मिल जाएगा तो हम फिर से गणना करेंगे जैसे हमने पहले की थी मैं इस गुहा और इस क्षेत्र में विचार करूंगा इस तरफ से इस आयतन पर विचार करें जहां से संवेग आ रहा है इसलिए यदि मैं फिर से dΩ लेता हूँ यह लंबाई Δr तो आने वाला संवेग acosθ4 r2 होने वाला है जो इस तरफ से आने वाले विकिरण की सम्भावना है तब संवेग की कुल मात्रा इस क्षेत्र में निहित संवेग uc होगी इस आयतन में नीला आयतन जो मैं दिखा रहा हूँ और वह आयतन dr2r है और दाब की गणना के लिए मैं इसे थीटा के कोसाइन से और गुणा करूंगा और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो का एक गुणक है क्योंकि इस क्षेत्र से परावर्तित या विकिरण उत्सर्जन तो यह कुल संवेग होगा अब पहले की तरह फिर से हमारे पास Δr है समय t के लिए कुल लंबाई ct होने जा रही है तो मैं लिख सकता हूँ cosθ 0 से 1 तक बदलने वाला है 0 से 2 तक बदलने जा रहा है तो समय t में a के लंबवत संवेग स्थानांतरण 2a4ctuc201θdcosθ के बराबर होने जा रहा है और यही संवेग स्थानांतरण है तो चलिए इसे p कहते हैं आइए अब कुछ पदों को रद्द करें यह 2 इस 2 और 4 के साथ cancel हो जाता है c इस c के साथ cancel हो जाता है तो मैं प्राप्त करता हूँ और यह समाकलन यह समाकलन कुछ नहीं बल्कि एक तिहाई है तो मुझे जो मिलता है वह put3 है और इसका मतलब है कि pΔt a के लंबवत प्रति इकाई समय में स्थानांतरित संवेग के बराबर है तो यह और कुछ नहीं बल्कि दाब है और यह u 3 हो जाता है तो अब हमने जो देखा है वह यह है कि एक कृष्णिका के लिए यह वर्णक्रमीय घनत्व है जो उच्च तापमान पर इस तरह होता है और जैसे जैसे तापमान का स्तर नीचे जाता है यह इस तरह हो जाता है और गुहा के अंदर दाब p u3 है हम इनका उपयोग आगामी व्याख्यानों में अपने विश्लेषण के लिए करेंगे